नमस्कार आपका फिरसे स्वागत है अब हम कर्तव्य नैतिकता अधिकार नैतिकता सदाचार नैतिकता के बारे में चर्चा करेंगे फिर हम एक मामले पर चर्चा करेंगे और इन सभी सिद्धांतों के आवेदन को देखेंगे और हम एक नैतिक दुविधा को कैसे हल करेंगे और हम नैतिक दुविधाओं को हल करने की कुछ तकनीकों को समझेंगे तो आइए हम कर्तव्य नैतिकता की चर्चा से शुरू करें कर्तव्य नैतिकता और अधिकार नैतिकता के 2 नैतिक सिद्धांत एक दूसरे के समान हैं और हम यहां इन दोनों चीजों पर एक साथ विचार करेंगे इसलिए ये दोनों सिद्धांत यह धारण करने की कोशिश करते हैं कि वे कार्य अच्छे हैं जो व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करते हैं इसलिए यहां हम उपयोगितावादी अवधारणा से प्रस्थान करते हैं यदि आप उपयोगितावाद में याद करते हैं तो हम लोगों के समूह की भलाई पर अधिक केंद्रित थे सामूहिक दृष्टिकोण लेकिन अधिकार और कर्तव्य परिप्रेक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पर समाज के लिए अच्छे परिणाम केवल नैतिक विचार नहीं हैं तो कर्तव्य नैतिकता के प्रमुख समर्थकों में से एक इमैनुअल कांट था तो किसने माना कि नैतिक कर्तव्य मौलिक हैं नैतिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें कर्तव्यों की सूची के एक प्रकार के रूप में लिखा जा सकता है ईमानदार होने की तरह अन्य लोगों के लिए दुख का कारण न बनें दूसरों के लिए निष्पक्ष रहें इसलिए अगर हम इस तरह से ईमानदार होते हैं तो दूसरों को पीड़ित न करें और दूसरों के प्रति निष्पक्ष रहें यदि आप देखते हैं कि उनके पास अधिनियम उपयोगितावाद अवधारणा के कुछ लिंक भी हैं जब हम व्यक्तियों के कृत्यों को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है ताकि यह सामूहिक भलाई की ओर अग्रसर हो यहां हम जो बता रहे हैं ये कार्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य कर्तव्य हैं ताकि संबंधित व्यक्तियों के संबंधित अन्य सेट उनके अधिकारों का आनंद ले रहे हों क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के कुछ लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और तो यह एक कर्तव्य है कि जुड़े हुए अन्य व्यक्ति के लिए ईमानदार होना अन्य लोगों के लिए दुख का कारण नहीं है और दूसरों के लिए निष्पक्ष होना है इसलिए ये कार्य हमारे कर्तव्य हैं क्योंकि वे व्यक्तियों के लिए सम्मान व्यक्त करते हैं स्वायत्त नैतिक एजेंटों के लिए एक अयोग्य संबंध व्यक्त करते हैं और ये सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ हैं एक बार किसी के कर्तव्यों को पहचान लेने के बाद नैतिक रूप से सही नैतिक क्रियाएं स्पष्ट होती हैं इस निरूपण में नैतिक कृत्य किसी के कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन का परिणाम है इसलिए यदि हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है यदि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और यदि हम दूसरों के प्रति सम्मान रखते हैं और हम अपने स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं तो हम ऐसे कार्य करेंगे जो नैतिक रूप से सही हैं जॉन लोके की जाए

और हम यह भी बता सकते हैं कि यदि हम कभी जीवित रहने के लिए लिखते हैं तो इसका विस्तार हो सकता है और फिर अन्य लोगों का कर्तव्य है कि वे इसका सम्मान करें और इसके अनुरूप कर्तव्य करें कभी कभी यह स्वयं या स्वयं के लिए भी व्यक्ति का कर्तव्य है अगर मुझे एक विशेष अधिकार स्थापित करने की आवश्यकता है तो मुझे अपने कर्तव्य के संबंधित हिस्से को भी महसूस करना होगा इसलिए हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं इसलिए अधिकार और कर्तव्य हाथ से जाते हैं अधिकार केवल तभी स्थापित किए जा सकते हैं जब इसके प्रति संगत कर्तव्य परिपूर्ण हों अब आप अधिकारों और कर्तव्य नैतिकता की आलोचना देखेंगे मामले में उपयोगितावाद की अवधारणा की तरह जिस पर हम चर्चा कर रहे थे एक व्यक्ति या समूह का मूल अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य समूह के मूल अधिकारों के साथ संघर्ष कर सकता है दुविधा खत्म हो सकती है जैसे तब हम किसके अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं किसके अधिकारों का जवाब हम बांध के निर्माण के उदाहरण में देंगे इसलिए लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है इसलिए यदि उनकी भूमि प्रस्तावित बांध के रास्ते में होती है तो अधिकार नैतिकता का अधिकार है कि संपत्ति का अधिकार सर्वोपरि है और बांध परियोजना को रोकने के लिए पर्याप्त है एक एकल संपत्ति धारक की आपत्ति के लिए आवश्यक होगा कि परियोजना समाप्त कर दी जाए तो हम इसके लिए प्राथमिकता कैसे देते हैं इसलिए और जब यह अगला प्रश्न आएगा न्याय वितरण की निष्पक्षता प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में आएगा क्योंकि अगर हम व्यक्ति के अधिकार को प्राथमिकता दे रहे हैं जैसे कि बांध अधिक महत्वपूर्ण है और हम कुछ हद तक व्यक्ति के लिए संपत्ति के अधिकार को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो व्यक्ति को संपत्ति के नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और प्रतिपूरक न्याय आएगा जो संपत्ति के मूल्य और उस नुकसान के बराबर होना चाहिए जो परियोजना के कारण व्यक्ति को हो रहा है इसलिए यह हमें न्याय की वितरण प्रक्रिया की निष्पक्षता या निष्पक्षता की चर्चा में लाएगा कर्तव्य और सही नैतिकता के साथ दूसरी समस्या यह है कि ये सिद्धांत समाज के समग्र भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जैसे आप बांध परियोजना को सुनते हैं अगर हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि प्रति व्यक्ति संपत्ति के अधिकार का अधिकार है और फिर यही कारण है कि यहाँ पर इस बांध की आवश्यकता नहीं है इसलिए हमें यह समझना होगा हमें यह सवाल करना होगा कि हमें इस सवाल के कई तर्कसंगत प्रश्नों से गुजरना होगा कि हमें यह पूछने की आवश्यकता है कि जिस बांध का लाभ लेने जा रहे हैं उसके कुछ वैकल्पिक स्थान क्यों हो सकते हैं स्थान जिसे हम लिख सकते हैं वह एक अलग डिजाइन में कर सकता है ताकि इस व्यक्ति का हित बना रहे और साथ ही बांध भी बन सके इसलिए इस प्रकार के विश्लेषण को किसी विशेष समाधान पर पहुंचने से पहले समय और फिर से करने की आवश्यकता है तो इसमें अधिकारों और कर्तव्यों के सिद्धांतों का दोष व्यक्तियों पर अधिक केंद्रित है और किसी विशेष समाज की समग्र आवश्यकता पर कुछ हद तक कम है आगे हम पुण्य नैतिकता की चर्चा पर आएंगे जो एक औपचारिक सिद्धांत है जो उस व्यक्ति की प्रकृति पर अधिक केंद्रित है जो एक विशेष निर्णय ले रहा है अब तक हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि निर्णय कैसे किए जाते हैं और निर्णय का परिणाम क्या होता है और क्या यह सही है या गलत नैतिक है या अनैतिक है निर्णय कैसे किया जाता है क्या यह एक प्रीप्रोसेस के रूप में है क्या यह सही है या गलत लेकिन हमने निर्णय निर्माता के गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है सद्गुण नैतिकता निर्णय निर्माता के गुणों के गुणों पर केंद्रित है जो निर्णय लेता है इसलिए यह निर्धारित करने में रुचि है कि हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए सदाचार को अक्सर नैतिक भेद और अच्छाई के रूप में परिभाषित किया जाता है गुणी व्यक्ति अच्छे और लाभकारी गुणों का प्रदर्शन करता है पुण्य नैतिक कार्यों में समर्थन को सही माना जाता है यदि समर्थन अच्छे चरित्र को दर्शाता है और यदि गलत चरित्र को समर्थन देता है तो गलत है सदाचार नैतिकता जिम्मेदारी ईमानदारी सक्षमता और निष्ठा जैसे शब्दों पर केंद्रित है जो गुण हैं अन्य गुणों में भरोसेमंदता निष्पक्षता देखभाल करने वाली नागरिकता और सम्मान शामिल हो सकते हैं बेईमानी अरुचि गैरजिम्मेदारी और अक्षमता को शामिल कर सकते हैं इसलिए अगर हमारे पास भरोसेमंदता निष्पक्षता देखभाल और सम्मान जैसे गुण हैं तो आमतौर पर यह जीवन का दर्शन है यह दृश्य है यह एक विशेष व्यक्ति का विश्वदृष्टि है जिसे एक नैतिक निर्णय लेने की कोशिश की जाती है और इसलिए इन गुणों को रखने वाले जैसे कि विश्वसनीयता निष्पक्षता देखभाल नागरिकता दूसरों के अधिकारों के लिए सम्मान और इसलिए जिम्मेदार ईमानदार सक्षम वफादार होना इसलिए ये निर्णय निर्माता के भीतर व्यक्ति के भीतर गुण पैदा करेंगे जो उसे और उसे इस तरह से नैतिक दुविधाओं को देखने के लिए एक दृष्टिकोण देगा उस व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या को देखने और सही नैतिक ट्रैक पर निर्णय लेने के लिए जीवन का एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण मिलेगा अब जब हमने सभी सिद्धांतों पर एक साथ चर्चा की है तो सवाल उठता है हम नैतिक समस्या के 4 अलग अलग दृष्टिकोणों को समझते हैं जो प्रत्येक के लाभ और प्रतिबंध भी हैं अब एक स्थिति दी गई है जो कि सिद्धांत है जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं अब हम एक मामले की मदद से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जैसा कि हमने बताया जब हमने विभिन्न नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा की है इसलिए हमें यह समझना होगा कि किन सिद्धांतों का उपयोग करना है इसलिए यदि हम केस 2 के साथ चर्चा करते हैं तो यह हमारी मदद करेगा यह हमें यह देखने में मदद करेगा कि किसी विशेष समस्या के लिए अलग अलग कोणों को क्या लेना है इसका विश्लेषण अलग अलग कोणों से करें और इसलिए और हम यह देखने में हमारी मदद कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किस निष्कर्ष पर पहुँचता है और अक्सर ऐसा हो सकता है कि परिणाम भिन्न होने के बावजूद समान होंगे तो वह फिर से एक क्रॉस चेक देने जा रहा है तो आइए हम मान लें कि एक छोटे से शहर के पास एक रासायनिक संयंत्र है जो खतरनाक अपशिष्ट को तत्कालीन भूजल में छुट्टी देता है यदि शहर कुओं से पानी लेता है तो शहर के लिए पानी की आपूर्ति से समझौता किया जाएगा और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं सही नैतिकता इंगित करती है कि यह प्रदूषण अनैतिक है क्योंकि यह कई निवासियों को नुकसान पहुंचाता है उपयोगितावादी विश्लेषण भी संभवतः उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे क्योंकि प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों से संयंत्र का आर्थिक लाभ लगभग निश्चित रूप से बाहर हो जाएगा और एक सुरक्षित नगरपालिका जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लागत सदाचार नैतिकता यह कहेगी कि भूजल में अपशिष्ट जल एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है और यह लोगों के लिए हानिकारक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में सभी नैतिक सिद्धांत एक ही निष्कर्ष पर जाते हैं लेकिन हालांकि इस मामले में यह एक ही निष्कर्ष पर देर हो चुकी है यह कभी कभी हो सकता है कि सभी नैतिक सिद्धांत एक ही निष्कर्ष पर भी न जाएं जैसा कि हमने बांध के उदाहरण में देखा है हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण से साबित करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह व्यक्तियों के एक बड़े समूह के लिए फायदेमंद है लेकिन बेहतर लागत के माध्यम से समस्या की तलाश करना लाभ विश्लेषण या अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से और पुण्य नैतिकता यह दिखा सकती है कि लोगों को होने वाले नुकसान के लिए जवाब देने के लिए कुछ सुधारात्मक कार्रवाई की जाए तो यह फायदेमंद होगा और उनके अधिकारों का सम्मान करना और उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को दिखाना इसलिए कि वे अपने अधिकारों का आनंद लेते हैं और हम उनके प्रति जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं और शायद यह उन चर्चाओं का विस्तार होगा जहां हम कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं क्योंकि हर परियोजना जो हम करते हैं हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं हर परियोजना जो हम हर डिजाइन करते हैं जो हमारे पास एक कठिन हिस्सा है जिसमें हम बच नहीं सकते हैं हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर क्या हमें इस परियोजना को करने से रोकना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने नुकसान को कम करने के लिए और लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उन हितधारकों के लिए जो इसके लाभ के लिए लागत का भुगतान कर रहे हैं उन्हें लाभ होता है कि हमें लगता है कि हमारी परियोजना को लाने जा रहा है और हम कैसे इंजीनियरों के रूप में हम कैसे अधिक जिम्मेदार तरीके से अभिनय कर रहे हैं हम पहचानते हैं और हम सक्रिय रूप से नुकसान को कम करने की दिशा में कार्य करते हैं हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सही जवाब देने के लिए हम कौन से सक्रिय उपाय करते हैं आपको क्या लगता है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम उन लोगों के अधिकारों का जवाब देने की दिशा में हैं जिनके अधिकारों से समझौता हो रहा है क्योंकि हम लोगों के एक बड़े समूह के लिए लाभ लाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम इसके लिए क्या संतुलन कार्य कर रहे हैं यह एक बड़ी चिंता का विषय है और यह पूरी परियोजना और डिजाइन की एक बड़ी चुनौती है इसलिए नैतिक समस्याओं को हल करने के मुद्दों पर भी विश्लेषण करते हुए हमें समझना होगा तो समस्या में मौजूद कौन से मुद्दे हैं एक बार जब हम उन मुद्दों को समझ सकते हैं जो किसी विशेष समस्या में मौजूद हैं तो समस्या का हल खोजना कुछ आसान हो जाता है जिन मुद्दों को नैतिक समस्याओं को समझने में शामिल किया गया है उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है तथ्यात्मक वैचारिक और नैतिक अब तथ्यात्मक मुद्दे क्या हैं तथ्यात्मक मुद्दे इसमें शामिल हैं जो वास्तव में मामले के बारे में जाना जाता है तो क्या तथ्य हैं हालांकि यह अवधारणा सीधी लगती है किसी विशेष मामले के तथ्य हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं और विवादास्पद हो सकते हैं इंजीनियरिंग का उत्सर्जन जारी रखते हैं इंजीनियरों के लिए यह मुद्दा बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें पुराने पर्यावरण के नए उत्पादों को डिजाइन करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे सख्त पर्यावरणीय मानकों का पालन कर सकें यदि यह वार्मिंग प्रभाव वास्तव में एक समस्या साबित होता है दूसरा वैचारिक मुद्दे वैचारिक मुद्दे किसी विशेष विचार के अर्थ या प्रयोज्यता से संबंधित हैं इंजीनियरिंग नैतिकता में इसका मतलब यह हो सकता है कि स्वीकार्य उपहार के विपरीत रिश्वत का गठन क्या होता है या यह निर्धारित करना कि व्यवसाय की कुछ जानकारी स्वामित्व है या नहीं तो ये अमूर्त अवधारणाएं हैं और इसे कैसे लागू किया जाता है यह बदल सकता है और जिस चीज के लिए यह लागू हो रहा है उस उद्देश्य के लिए यह निर्धारित कर सकता है कि क्या आपको कुछ मिलता है चाहे वह एक उपहार हो या यह एक मूल्य हो फिर किसी व्यवसाय की जानकारी मालिकाना है और जो नहीं है इसलिए तथ्यात्मक मुद्दों की तरह वैचारिक मुद्दे हमेशा स्पष्ट कट होते हैं और परिणामस्वरूप विवाद भी हो सकता है इसके बाद हम नैतिक मुद्दों पर आते हैं तो क्या तथ्यात्मक मुद्दे और वैचारिक मुद्दों को हल किया गया है तो फिर हमें यह समझना होगा कि कौन सा नैतिक सिद्धांत है जो स्थिति पर लागू होता है इसलिए नैतिक मुद्दों का समाधान अक्सर अधिक स्पष्ट होता है एक बार समस्या को परिभाषित करने के बाद यह आमतौर पर स्पष्ट होता है कि कौन सी नैतिक अवधारणा लागू होती है और सही निर्णय स्पष्ट हो जाता है लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए तथ्यों को सही ढंग से परिभाषित करने की पिछली कवायद अवधारणाओं को सही ढंग से स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम आपके नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए ठोस मंच की पृष्ठभूमि प्राप्त कर सकें उदाहरण के लिए मामले में जब एक उपहार बिक्री प्रतिनिधि द्वारा पेश किया जाता है तो एक बार यह निर्धारित किया जाता है कि क्या यह केवल एक उपहार है या वास्तव में रिश्वत है तो उचित कार्रवाई स्पष्ट है अगर हम यह निर्धारित करते हैं कि यह रिश्वत है तो इसे इस विश्लेषण के लिए नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और वास्तविक और वैचारिक स्तर के पिछले चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं हम इसे एक केस स्टडी कार्यकर्ता का रोजगार भी स्पष्ट है इस मामले में तथ्यात्मक मुद्दे विशेष रूप से विवादास्पद नहीं दिखाई देते हैं वैचारिक मुद्दे शामिल थे कि क्या बोली उत्पाद प्रदान करते हैं और वास्तविक उत्पाद के साथ शेल्फ उत्पाद केवल नियोजन चरण में झूठ बोल रहे हैं या एक स्वीकार्य व्यवसाय अभ्यास है असली निर्माताओं पर एक भ्रामक स्तर रखने में भ्रामक लेबल क्या आपके वर्तमान नियोक्ता की ओर से आपके पूर्व नियोक्ता की पैरवी करना हितों का टकराव है ये प्रश्न चर्चा उत्पन्न करेंगे क्योंकि ये वैचारिक हैं और वैचारिक स्तर ये दुविधा के बिंदु हैं इसलिए ये प्रश्न निश्चित रूप से चर्चा उत्पन्न करेंगे वास्तव में पैराडाइन ने कहा कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया था और यह केवल सामान्य व्यवसाय प्रथाओं में उलझाने वाला काम था हितों के टकराव का मुद्दा यह तय करना इतना कठिन है कि कानून उन श्रमिकों के लिए अवैध बना दिए गए हैं जिन्होंने सरकार को अपने पूर्व नियोक्ताओं को समय की निर्दिष्ट अवधि की पैरवी करने के लिए सीखने की अनुमति दी है इसलिए वैचारिक मुद्दे शामिल थे कि क्या वास्तविक उत्पाद के साथ शेल्फ की पैरवी करने के लिए यह आकलन करना नैतिक था या नहीं कि हम इसे उस तरह से कर सकते हैं तो ये वैचारिक मुद्दे हैं नैतिक मुद्दे तो निम्नलिखित शामिल हैं क्या एक स्वीकार्य व्यावसायिक अभ्यास झूठ बोल रहा है क्योंकि हम पाते हैं कि झूठ यहाँ पर हुआ है क्या धोखेबाज होना सब ठीक है यदि ऐसा करने से आपकी कंपनी को चिपकाना यह एक भ्रामक मामला है जो हमने किया है तो यहाँ क्या होता है झूठ बोलना और धोखा देना अगर यह व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली में स्वीकार्य नहीं है अगर यह किसी व्यक्ति के स्वयं के जीवन में स्वीकार नहीं किया जाता है फिर व्यावसायिक स्थितियों में भी इसे समान रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए यदि वैचारिक रूप से हम यह तय करते हैं कि प्रतिमान प्रथाओं को धोखा दिया गया था तो हमारा विश्लेषण इंगित करता है कि उनके कार्य अनैतिक थे इसलिए हम यहाँ पर अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं यदि हम यहाँ पर तथ्य का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर एक अवधारणा प्राप्त करते हैं और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उन्होंने जो झूठ बोला है वे भ्रामक हैं उन्होंने व्यक्तियों के आंतरिक कर्मचारियों के संपर्कों का गलत उपयोग किया है कुछ लाभ पाने का तरीका यदि ये निष्कर्ष हैं और यदि ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की स्थितियों में स्वीकार्य नहीं हैं तो ये स्वागत योग्य चीजों की तरह नहीं हैं फिर समान रूप से व्यावसायिक स्थिति में ये नैतिक व्यवहार नहीं हैं इसलिए हम इन तकनीकों को कुछ तकनीकों के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि हम लाइन ड्राइंग तकनीक में उन स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें लागू नैतिक सिद्धांत स्पष्ट हैं लेकिन एक ग्रे क्षेत्र है जिसके बारे में नैतिक सिद्धांत लागू होता है तो रेखा चित्र को एक रेखा खींचकर किया जाता है और विभिन्न उदाहरणों और काल्पनिक स्थितियों को रखा जाता है इस जगह में एक छोर पर सकारात्मक प्रतिमान और एक ऐसी चीज का उदाहरण है जो स्पष्ट रूप से नैतिक रूप से स्वीकार्य है दूसरे छोर पर अंतरिक्ष ने एक नकारात्मक प्रतिमान रखा कुछ का एक उदाहरण जो स्पष्ट रूप से नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और बीच में हम लाइन को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम पेंटियम चिप का उपयोग कर सकते हैं इसलिए एक सकारात्मक प्रतिमान के लिए हम उस कथन का उपयोग करेंगे जो उत्पादों को विज्ञापित के रूप में करना चाहिए नकारात्मक प्रतिमान में हम जान बूझकर बिकने वाले उत्पादों को प्रभावी बनाएंगे और आपके ग्राहकों के अनुप्रयोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कुछ उदाहरण जो लाइनर को जोड़ सकते हैं वे निम्न हैं वे जाते हैं जैसे कि चिप करता है इसलिए यह हम इस तरह देख सकते हैं कि हम बढ़ते हुए क्रम में इस तरफ से नकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ सकते हैं जिस दिशा में अधिक सकारात्मक तरीके से है और हम एक निर्णय ले सकते हैं जैसे कि कौन सी क्रिया है जिसे करने की आवश्यकता है जो वास्तविक समाधान की ओर बढ़ेगा जो हम एक नकारात्मक प्रतिमान से एक सकारात्मक तक प्रदान कर रहे हैं इसलिए इस रेखा के अनुसार इंटेल की पेशकश की एक नीति के बारे में बताते हैं जिसमें प्रवाह सुधारात्मक था तो ये उपभोक्ता कौन थे हम कैसे जानते हैं कि आने वाले समय में अधिक उपभोक्ता इस तरह से पीड़ित नहीं होंगे तो सभी चिप्स ने इस पूरी तरह से सकारात्मक चीज के लिए योग्य नहीं हो सकता है लेकिन उत्पादों को काम करना होगा क्योंकि यह विज्ञापित है तो जिस स्थिति में कोई दोष है ग्राहकों को सूचित किया जाता है और समस्या की भयावहता को कम से कम किया जाता है तो एक दोष है ग्राहकों को सूचित किया जाता है और समस्या की भयावहता इस रेखा पर कम से कम फिट होगी क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि इसे बदलने के लिए कुछ उपाय किया गया है लेकिन जैसे कोई दोष है और ग्राहकों को इसके बारे में सूचित किया जाता है यहां के लोग प्रभारी हैं तो यह कहीं इस तरह से खत्म हो सकता है अगली तकनीक को फ्लो चार्टिंग विभिन्न प्रकार के मामलों का विश्लेषण करने के लिए सहायक होगा विशेष रूप से उन जिनमें घटनाओं पर विचार किया जाना है या प्रत्येक निर्णय के बाद आने वाले परिणामों की एक श्रृंखला है तो एक नैतिक समस्या का विश्लेषण करने के लिए फ्लो चार्ट का लाभ यह है कि यह स्थिति की एक दृश्य तस्वीर देता है और आपको प्रत्येक निर्णय से बहने वाले परिणामों को आसानी से देखने की अनुमति देता है इसलिए यदि हम भोपाल मामले में यूनियन कार्बाइड तकनीक का उपयोग करते हैं जहां एक विषाक्त पदार्थ जारी किया जाता है और हम जहरीले धुएं को बनाने के लिए पानी के साथ मिलाते हैं तो हम देखेंगे कि संयोग से क्या हुआ और इसके परिणाम क्या थे इसलिए पहले हम देखते हैं कि यूनियन कार्बाइड करें यदि यह नहीं है तो न्यूनतम मानकों पर दो विकल्प तय किए जा सकते हैं जो स्थानीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे या वैसे भी एक संयंत्र का निर्माण करेंगे और जोखिम मान सकते हैं यदि हम न्यूनतम मानकों के अनुसार डिजाइन के आवेदन ने भारत में संयंत्र के स्थान पर विचार के दौरान किए गए संभावित निर्णयों पर जोर दिया और भारत में सुरक्षा नियमों की सख्ती के बारे में शायद हम इन सबसे ज्यादा चिंतित हैं फिर वहां पर मौजूद स्थानीय कानून और सुरक्षा के न्यूनतम नियम सुरक्षा बनाए रखने के लिए न्यूनतम मानक क्या हैं इसलिए अपने संयंत्र को कहां रखना है इसका चुनाव करते समय निर्णायक प्रवाह क्या हैं जो आप लेते हैं जो आपकी कार्रवाई को निर्देशित करता है और फिर क्या है अगर आप लागत प्रभावी की तरह बढ़ रहे हैं और यह आपकी इच्छा के अनुसार भी बात करता है यदि ऐसा है तो भारत में हमारे सुरक्षा कानून अमेरिका में भी हो सकते हैं यदि हां अमेरिका में संयंत्र को डिजाइन किया जाए यदि नहीं तो आप इन कार्यों के लिए जा रहे हैं जो कुछ हद तक एक समझौता प्रकृति में हैं लेकिन यदि आप एक गुणी स्वभाव में हैं यदि आप एक ऐसे गुणी व्यक्ति हैं जहां आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति के सुरक्षा अधिकारों का सम्मान करते हैं और आपको अपने कर्तव्यों का बोध होता है कि दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो आपने नहीं किया होगा भले ही भारत में सुरक्षा कानून नियम और कानून या कड़ाई से कुछ भी नहीं है आपको प्रकृति में सक्रिय होने से रोकने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा को लागू करने के लिए संयंत्र है कि आप भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके गुणी स्वभाव की बात करता है जो आपके जीवन के परिप्रेक्ष्य को देने की कोशिश करता है जो आपको अपने कर्तव्यों का सम्मान करने दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने और अपने कर्तव्यों का एहसास करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन अधिकारों और समाज में आपके कर्तव्यों का सम्मान करने में मदद करता है तो उस रखरखाव की निरंतरता में फ्लेर टॉवर को निष्क्रिय करते समय किए गए निर्णयों पर जोर दिया जाए तो इस मामले में विचार के इन प्रवाह के खिलाफ हो सकता है लेकिन जो उन्हें इस के लिए जाना होगा लेकिन फिर से हम जहाँ भी इस नहीं नहीं की बात कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार की सभी बातें करते हैं यह फिर से बहुत महत्वपूर्ण बात करता है स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है हमारी जिम्मेदारी को समझ रहा है भले ही कुछ हो क्योंकि यह इतनी उच्च सुरक्षा का मुद्दा है हमारी जिम्मेदारी की डिग्री क्या है यह देखने के लिए हमारी ओर से आवश्यक कर्तव्य जैसे ये चीजें जो आप ग्रहण कर रहे हैं वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं क्या हमने पर्याप्त उपाय किए हैं क्या हमने यह देखने के लिए अपना कर्तव्य ठीक से निभाया है कि क्या ये चीजें काम कर रही हैं या हमने मान लिया है कि ये काम कर रहे हैं और हम रखरखाव के साथ आगे बढ़ चुके हैं इसलिए फिर से और फिर से दोहराए जाने की कीमत पर हम अपने इंजीनियरों की सुरक्षा स्वास्थ्य के प्रति कर्तव्यों की समझ की बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर समाज के हितधारक हैं और चीजों की सही सही जाँच करने के बजाय सिर्फ यह मान ना कि सब ठीक हो जाएगा और अपनी कार्रवाई खुद करेंगे क्योंकि प्रदान की गई हानि या इतने बड़े पैमाने पर हो सकती है कि लागत भी परियोजना के सभी लाभों से आगे निकल सकती है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि संघर्ष की समस्याएं हैं और नैतिक समस्या का क्षेत्र 2 परस्पर विरोधी नैतिक मूल्यों के बीच एक विकल्प से संबंधित है जो दोनों को सही लग सकता है तो हम इस स्थिति में कैसे चयन करते हैं 3 तरीकों से किया जा सकता है इसलिए जैसे परस्पर विरोधी नैतिक विकल्प हो सकते हैं लेकिन एक जाहिर है दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जैसे कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना हमारे नियोक्ता के लिए कर्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण है तो इस मामले में संघर्ष का संकल्प एक बहुत आसान विकल्प है दूसरे समाधान को कभी कभी रचनात्मक मध्य मार्ग कहा जाता है इसलिए यह समाधान किसी प्रकार के समझौते का प्रयास है जो सभी के लिए काम करने वाला है इसलिए यहां रचनात्मक शब्द पर जोर दिया गया है क्योंकि यह मध्य जमीन का पता लगाने के लिए रचनात्मकता का एक बड़ा सौदा है जो हर किसी के लिए स्वीकार्य है और कूटनीति के एक महान सौदे के साथ इसे सभी को बेचा जा सकता है और नैतिक दुविधा को हल करने के लिए कदम इस प्रकार हैं हमें नैतिक मूल्यों की पहचान करनी चाहिए नैतिक स्पष्टता होनी चाहिए स्थिति में दृष्टि में नैतिक मूल्यों की पहचान करना हमें वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए प्रमुख अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट रहें शामिल किए गए वैचारिक मुद्दों के बारे में स्पष्ट रहें आपको जो करने के लिए कहा गया है वह लंबे समय में संगठन के लिए अच्छा नहीं हो सकता है तथ्यों के बारे में बताया प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करें इसका मतलब है कि जानकारी इकट्ठा करना जो लागू नैतिक मूल्यों के प्रकाश में उचित है हमें विकल्पों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है जैसे हमें सभी यथार्थवादी विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है शुरू में नैतिक दुविधाएं हमें 2 तरफा पसंद करने के लिए मजबूर करती हैं ये करो या वो करो या तो एक पर्यवेक्षक के आदेश पर झुकें या शहर के अधिकारियों को सीटी बजाएं एक नज़दीकी नज़र अक्सर अतिरिक्त विकल्पों को प्रकट करती है इसलिए अगले कदम का उचित निर्णय लिया जा रहा है सभी प्रासंगिक नैतिक कारणों और तथ्यों को तौलते हुए सावधानीपूर्वक तर्कपूर्ण निर्णय पर पहुंचें यह एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जो एक कंप्यूटर या एल्गोरिथ्म हमारे लिए कर सकता है इसके बजाय यह नैतिक रूप से उचित तरीके से सभी प्रासंगिक कारणों तथ्यों और मूल्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक विचार विमर्श है तो अगर कोई एक आदर्श समाधान नहीं है जो सामने आ रहा है हम एक संतोषजनक समाधान के लिए जाएंगे कभी कभी क्या होता है जैसे नैतिकता के कोड या नैतिक निर्णय लेने के लिए एक समाधान जैसे कि हमें क्या मिला है जैसे हमने 3 तरीकों से चर्चा की है पहले कभी कभी अगर 2 चीजें प्रकृति में परस्पर विरोधी आ रही हैं और अगर आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा वहां मौजूद है और फिर हम नियोक्ता की सुरक्षा के प्रति वफादारी की बात कर रहे हैं और सुरक्षा प्राथमिक विकल्प है फिर हमने रचनात्मक समाधान के बारे में चर्चा की है जहां हमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी है कि शायद अगर यह इस तरह की स्थिति है तो क्या हम रचनात्मक के लिए काम कर सकते हैं यदि नैतिक दुविधा की अधिकता हो रही है और वे जानते हैं कि परस्पर विरोधी स्थितियां सामने आ रही हैं फिर हमें तथ्यात्मक स्तर वैचारिक स्तर और नैतिक मुद्दों के स्तर पर और विश्लेषण के लिए जाना होगा और कभी कभी क्या होता है यदि आचार संहिता का पालन किया जाना है तो आचार संहिता के पेशेवर कोड दिए गए हैं और कुछ परस्पर विरोधी स्थितियां भी हैं इस समस्या को हल करने में हमारी मदद करने के लिए आचार संहिता मार्गदर्शक हैं तो हम यहाँ क्या पाते हैं नैतिकता की संहिताएँ पेशे के अनुसार इंजीनियरों की जिम्मेदारियों पर जोर देने में महत्वपूर्ण हैं बल्कि उनसे मिलने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण हैं और जो हम पाते हैं वह 8 आवश्यक भूमिकाओं को पूरा करने में मदद करता है जनता की सेवा और सुरक्षा करना मार्गदर्शन प्रदान करना प्रेरणा प्रदान करना साझा मानक स्थापित करना जिम्मेदार पेशेवरों का समर्थन करना शिक्षा में योगदान देना गलत काम न करना व्यवसायों की छवि को मजबूत करना तो आज इस चर्चा में निर्णय लेने के नैतिक आधार क्या हैं यह समझने की हमारी पहले की चर्चा के साथ हमने जारी रखा है हम उन मामलों में कैसे लागू होते हैं और हम कैसे समझते हैं कि किसी विशेष मामले में क्या मुद्दे हैं जो नैतिक दुविधा के हैं और हम इसे नैतिक स्तर पर तथ्यात्मक स्तर वैचारिक स्तर से देखने की कोशिश करते हैं और फिर अगर हम देखते हैं जैसे कि अगर परस्पर विरोधी स्थितियां हो रही हैं जहाँ हम तय नहीं कर पा रहे हैं शायद हमारे लिए कौन सी सही बात है फिर से जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे कुछ प्राथमिकता वाले मुद्दे हैं जो कि सर्वोपरि और प्रमुख महत्व है जिन्हें सबसे पहले महत्व दिया जाता है इस प्रकार की चीजों में और आम तौर पर यह हल करने के लिए बहुत आसान तरीका है अगर इसके साथ संघर्ष हो रहा है किसी भी अन्य विरोधी मांगों यदि अन्य स्थितियों में परस्पर विरोधी मांगें हैं तो हम इसे बहुत ही रचनात्मक तरीके से एक मध्यम तरीके से हल कर सकते हैं यदि यह अधिक जटिल है और हम देखते हैं कि हम इस मुद्दे को तथ्यात्मक वैचारिक और नैतिक मुद्दे के स्तर पर विश्लेषण कर सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस संघर्ष को कैसे हल किया जाए और साथ ही हम पेशे की नैतिकता के कोड का उल्लेख कर सकते हैं जो संघर्ष और परस्पर विरोधी मांगों का उत्तर खोजने में एक दिशानिर्देश के रूप में हमारी मदद करता है और इसका उचित समाधान देता है धन्यवाद